पिछली कक्षा में हमने ऊष्मा अंतरण को परिभाषित किया था हमने पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को परिभाषित किया और ऊष्मा अंतरण के विभिन्न तरीके क्या हैं आइए इस व्याख्यान से कन्डक्शन के साथ शुरू करते हैं तो कन्डक्शन क्या है कन्डक्शन से तात्पर्य किसी पदार्थ के अधिक ऊर्जावान से कम ऊर्जावान कणों में ऊर्जा के स्थानांतरण से है परस्पर क्रियाओं के कारण कण निरुद्देश्यता से घूमती है तो अधिक ऊर्जावान कणों से वास्तव में उनके बीच ऊर्जा को कम ऊर्जावान कण में स्थानांतरित करने की प्रवृत्ति होगी तो इस प्रक्रिया को ऊष्मा अंतरण के कन्डक्शन प्रणाली के रूप में जाना जाता है तो मान लीजिए कि एक कण उच्च तापमान पर है तो उनमें स्वाभाविक रूप से उच्च ऊर्जा होती है उच्च आणविक ऊर्जा और फिर कलिश़न के कारण वे कलिश़न का अनुभव कर सकते हैं और कलिश़न के कारण वे वास्तव में उन कणों को ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं जिनका तापमान वास्तव में स्वयं के तापमान से छोटा होता है तो इस प्रक्रिया को कन्डक्शन कहा जाता है तो अब एक तापमान प्रवणता की उपस्थिति में तो स्पष्ट रूप से एक तापमान प्रवणता की उपस्थिति में क्या होता है कि ऊर्जा स्थानांतरण घटते तापमान की दिशा में होना चाहिए तो ऊष्मा अंतरण प्रक्रिया की मात्रा निर्धारित करते समय ऊर्जा स्थानांतरण की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि जब तापमान प्रवणता होती है तो ऊर्जा स्थानांतरण वास्तव में घटते तापमान की दिशा में होना चाहिए इसलिए विभिन्न परिमाणीकरण प्रक्रिया में हम वास्तव में उस दिशा को ध्यान में रखेंगे जिसमें ऊष्मा अंतरण होता है और यह वास्तव में ऊष्मा परिवहन प्रक्रिया और इस पाठ्यक्रम में विकसित होने वाली विभिन्न विधियों को मापने में महत्वपूर्ण है तो घटते तापमान की दिशा में होने वाली ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया को थर्मल प्रसार कहा जाता है तो तरल या ठोस में कन्डक्शन या थर्मल प्रसार आम तौर पर आणविक बातचीत के माध्यम से होता है हालांकि एक नांकंडक्टर में एक नांकन्डक्टिंग द्रव्य में जाली तरंगों के कारण विशिष्ट परिवहन होता है यह मुख्य रूप से जाली तरंगों के कारण होता है एक नांकंडक्टर में थर्मल प्रसार को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक तंत्र जाली तरंगें हैं और कंडक्टरों के मामले में यह अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनों की अनुवादकीय गति द्वारा नियंत्रित होता है यह प्राथमिक रूप से मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अनुवादकीय गति द्वारा नियंत्रित होता है तो विभिन्न प्रकार की द्रव्य थर्मल प्रसार का तंत्र वास्तव में अलग है और तदनुसार इन पदार्थों के गुण वास्तव में भिन्न होंगे तो अगला पहलू जिस पर हम गौर करने जा रहे हैं वह यह है कि थर्मल प्रसार प्रक्रिया को कैसे निर्धारित किया जाए इसलिए हम थर्मल प्रसार प्रक्रिया की मात्रा को देखने जा रहे हैं अब परिमाणित करने के लिए किसी को दर समीकरणों को देखने की आवश्यकता है तो हम जो देखने जा रहे हैं वह है हम विकसित करने जा रहे हैं इन प्रक्रियाओं के लिए दर समीकरण कैसे लिखें विशेष रूप से हम इसका उल्लेख कर रहे हैं कन्डक्शन के कारण किसी दिए गए प्रणाली में ऊष्मा अंतरण दर का अनुमान कैसे लगाया जाए तो मान लीजिए कि मैं किसी विशेष प्रणाली के लिए ऊष्मा अंतरण दर का अनुमान लगाना चाहता हूं तो हमें एक निश्चित नियन्त्रक सिद्धांत की आवश्यकता है जो दर को जोड़ता है या जो दरों को संबंधित प्रेरक बल और अन्य गुणों से जोड़ता है तो इस तरह के एक दर सिद्धांत को फूरियर के दर सिद्धांत या फूरियर के सिद्धांत के रूप में कहा जाता है और फूरियर का सिद्धांत अनिवार्य रूप से ऊष्मा परिवहन के प्रवाह से संबंधित है यह ऊष्मा परिवहन के प्रवाह और तापमान ढाल से संबंधित है चूंकि ताप परिवहन घटते तापमान की दिशा में हो रहा है फूरियर के नियम कहते हैं कि ऊष्मा परिवहन का प्रवाह नकारात्मक तापमान ढाल के समानुपाती होता है तो मान लीजिए हम एक स्लैब लेते हैं आइए मान लें कि स्लैब वास्तव में एक क्यूबॉइड रूप में है आइए मान लें कि यह एक क्यूबॉइड स्लैब है और मान लेते हैं कि क्यूबॉइड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और हम यह भी मान लें कि स्लैब के एक छोर का तापमान T1 है और स्लैब के दूसरे छोर का तापमान T2 है और मान लेते हैं कि T1 वास्तव में T2 से बड़ा है तो स्लैब के अंदर तापमान प्रोफाइल क्या होगा स्लैब के अंदर एक निश्चित प्रोफ़ाइल होगी और ऊष्मा वास्तव में उस छोर से स्थानांतरित होती है जिसका तापमान T1 होता है जिसका तापमान वास्तव में T2 होता है जो T1 से कम होता है तो यह वह दिशा है जिसमें वास्तव में ऊष्मा का परिवहन होता है या ऊर्जा का प्रवाह जो एक छोर से दूसरे छोर तक इसी दिशा में पहुँचाया जा रहा है तो मान लीजिए कि मैं निर्देशांक बनाता हूं और मान लें कि यह दिशा x दिशा है तो प्रवाह जो है वास्तव में परिवहन की जाने वाली ऊष्मा का प्रवाह x दिशा में प्रवाह के रूप में लिखा जा सकता है या आमतौर पर qx डबल प्राइम के रूप में संदर्भित किया जा सकता है और इसलिए अब से इस पाठ्यक्रम में हम प्रवाह के रूप में q के लिए मात्रा डबल प्राइम सुपरस्क्रिप्ट पर संदर्भित करेंगे और तो एक सुपरस्क्रिप्ट के बिना दर होगी और q डबल प्राइम सुपरस्क्रिप्ट के साथ वास्तव में प्रवाह को संदर्भित किया जाएगा तो फूरियरFourier's का नियम कहता है कि x दिशा में ऊष्मा परिवहन का प्रवाह इस मामले के लिए वास्तव में माइनस K द्वारा दिया जाता है जो उस दिशा में तापमान प्रवणता में स्लैब की कान्डक्टिवटी है तो यह वही है जो वास्तव में ऊष्मा परिवहन के प्रवाह और संबंधित तापमान प्रवणता के बीच संबंध है जो कि प्रेरक बल है मान लीजिए A ऊष्मा परिवहन का क्षेत्र है याद रखें कि ऊष्मा परिवहन वास्तव में एक छोर से दूसरे छोर तक है जो वास्तव में स्लैब के क्रॉस सेक्शन में है और इसलिए ऊष्मा की दर जो वास्तव में स्लैब के क्रॉस सेक्शन के माध्यम से एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाई जाती है अनिवार्य रूप से क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र द्वारा गुणा किए गए प्रवाह द्वारा दी जाती है इसलिए ऊष्मा परिवहन दर q अनिवार्य रूप से A द्वारा दी जाती है x दिशा में A बार qx डबल प्राइम द्वारा दी जाती है जो अनिवार्य रूप से उस दिशा में तापमान ढाल में क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र माइनस k बार द्वारा दिया जाता है तो यहाँ से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि ऊष्मा परिवहन दर q अनिवार्य रूप से ऊष्मा परिवहन के क्षेत्र के समानुपाती है यह प्रेरक बल के समानुपाती भी है और निश्चित रूप से दर k पर निर्भर करती है जो द्रव्य की थर्मल कान्डक्टिवटी है अब ध्यान दें कि थर्मल कान्डक्टिवटी वास्तव में एक आंतरिक गुण है तो जिस क्षण एक द्रव्य निर्दिष्ट की जाती है उस द्रव्य की थर्मल कान्डक्टिवटी वास्तव में तय हो जाती है उस द्रव्य की थर्मल कान्डक्टिवटी किसी दिए गए गुण के लिए बहुत विशिष्ट है और यह उस प्रणाली की एक आंतरिक प्रकृति है जिस पर वास्तव में विचार किया जा रहा है तो आइए देखें कि इन विभिन्न मात्राओं की इकाइयाँ क्या हैं जिन्हें हमने देखा है q डबल प्राइम जो कि प्रवाह है अनिवार्य रूप से इसकी इकाइयाँ वाट प्रति मीटर वर्ग हैं और ऊष्मा परिवहन दर की इकाइयाँ क्या हैं जो कुछ भी नहीं है लेकिन जूल प्रति सेकेंड है तो अब हम जानते हैं कि ऊष्मा अंतरण दर माइनस kA बार dT dx है इसलिए अगर मैं अब इकाइयों को यहां सेट करता हूं तो q की इकाइयाँ वाट हैं A की इकाइयाँ मीटर वर्ग हैं और dTdx की इकाइयाँ केल्विन प्रति मीटर है तो इसलिए यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं कि थर्मल कान्डक्टिवटी की इकाई में वाट प्रति मीटर केल्विन की इकाइयाँ हैं यह किसी भी द्रव्य की थर्मल कान्डक्टिवटी की इकाइयाँ हैं मान लीजिए कि यदि प्रणाली नान आइसोट्रोपिक है तो कोई कारण नहीं है कि तापमान ढाल सभी दिशाओं में समान हो तापमान प्रवणता सिद्धांत रूप में किसी दी गई द्रव्य में अलग अलग दिशाओं में भिन्न हो सकती है जिसका अर्थ यह भी है कि विभिन्न दिशाओं में ऊष्मा परिवहन का प्रवाह सिद्धांत रूप में भिन्न हो सकता है तो मान लीजिए कि यदि यह एक नान आइसोट्रोपिक प्रणाली है तो ऊष्मा परिवहन का प्रवाह अनिवार्य रूप से माइनस k गुणा प्रवणता T में दिया जाता है जो कि तापमान प्रवणता है और यह ith दिशा में माइनस k गुणा इकाई कारक के बराबर है dTdx प्लस jdTdy y दिशा में प्रवणता और z दिशा में प्रवणता है जिसका स्वतः अर्थ है कि यह भी iqx डबल प्राइम के बराबर है जो x दिशा में प्रवाह है और jqy डबल प्राइम प्लस kqz डबल प्राइम है तो यह x दिशा में प्रवाह है यह y दिशा में प्रवाह है और यह z दिशा में प्रवाह है तो यहाँ से यह बहुत स्पष्ट है कि स्लैब में या जिस द्रव्य पर विचार किया जा रहा है वह स्पष्ट रूप से सभी 3 स्थितियों का एक कार्य है तो यह x y और z दोनों का एक फलन है जो x y और z ठोस के अंदर स्थिति होने के साथ है आइए देखें कि थर्मल कान्डक्टिवटी क्या है तो थर्मल कान्डक्टिवटी एक प्रकृति है जो अनिवार्य रूप से ऊष्मा का कन्डक्शन करने के लिए प्रणाली की क्षमता को अनिवार्य रूप से पकड़ लेती है इसलिए ठोस पदार्थों की थर्मल कान्डक्टिवटी आमतौर पर तरल पदार्थों की थर्मल कान्डक्टिवटी से अधिक होती है जो आमतौर पर गैसों की थर्मल कान्डक्टिवटी से अधिक होती है तो आपको संख्याओं का बोध कराने के लिए गैस प्रणालियों की थर्मल कान्डक्टिवटी आमतौर पर 001 से 01 वाट प्रति मीटर केल्विन के परिमाण के क्रम में होती है और तरल की थर्मल कान्डक्टिवटी आमतौर पर 02 से 5 वाट प्रति मीटर केल्विन की सीमा में होती है और गैस प्रणालियों की थर्मल कान्डक्टिवटी ठोस प्रणाली आमतौर पर 10 वाट प्रति मीटर केल्विन होती है तो कोई यह प्रश्न पूछ सकता है कि विभिन्न प्रकार की पदार्थों में थर्मल कान्डक्टिवटी में अंतर क्यों है ठोस क्यों ठोसों की थर्मल कान्डक्टिवटी अधिक क्यों होती है ठोस k उच्च क्यों होता है क्या वजह हो सकती है तो आमतौर पर ठोस पदार्थों में थर्मल कान्डक्टिवटी के 2 घटक होते हैं और ध्यान दें कि ठोस पदार्थों में कण वास्तव में एक दूसरे के बहुत करीब पैक होते हैं और इसलिए इन कण के आपस में टकराने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है और इसलिए वास्तव में ऊष्मा का कन्डक्शन करने की क्षमता ठोस में बहुत अधिक होती है जो बताती है कि ठोस की थर्मल कान्डक्टिवटी तरल पदार्थ और गैसों की तुलना में बहुत अधिक क्यों है अब एक ठोस में थर्मल चालकता आमतौर पर 2 घटक होते हैं ke और kl तो यह अनिवार्य रूप से वह घटक है जो जाली तरंगों के कारण होता है और यह अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉन गति के कारण है घटक जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन गति के कारण है अब यदि आप धातु लेते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण थर्मल कान्डक्टिवटी घटक वास्तव में जाली की तुलना में बहुत अधिक है तो आम तौर पर ऐसी प्रणालियों के लिए k लगभग उस घटक के बराबर होता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति से आता है और ke जो आमतौर पर 1rhoe का कार्य होता है जो धातु की विद्युत प्रतिरोधकता है यदि हम अधातु लेते हैं उदाहरण के लिए चीनी मिट्टी की चीज़ें तब आमतौर पर ke kl से बहुत छोटा होता है और वास्तव में यही कारण है कि तापावरोधन प्रणाली में आमतौर पर कम चालकता होती है kl वास्तव में निर्भर करता है जाली आयोजन पर दृढ़ता से तो कोई चालकता को बदलने के लिए अचालक द्रव्य की जाली आयोजन के साथ खेल सकता है और इस तरह उन पदार्थों को वास्तव में एक इन्सुलेट द्रव्य के रूप में मान सकता है तो उदाहरण के लिए क्वार्ट्ज की कान्डक्टिवटी जो वास्तव में एक अधिक नियमित जाली आयोजन है वास्तव में अनाकार ग्रेफाइट की कान्डक्टिवटी से बहुत अधिक है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आयोजन यदि नियमित आयोजन है तो जाली आयोजन अनियमित होने की तुलना में ऊष्मा के बेहतर कन्डक्शन की एक मजबूत संभावना है तरल पदार्थों के मामले में कण बहुत अधिक अनियमित होते हैं कण अधिक अनियमित होते हैं और इसलिए तरल पदार्थों की कान्डक्टिवटी वास्तव में ठोस की कान्डक्टिवटी से छोटी होती है जिसके कारण कणओं की एक दूसरे से टकराने की प्रवृत्ति या संभावना वास्तव में कम हो जाती है क्योंकि वे अधिक अनियमित ढंग से पैक होते हैं और इसलिए तरल पदार्थों की कान्डक्टिवटी वास्तव में ठोस पदार्थों की कान्डक्टिवटी से कम होती है तो आइए गैस प्रणालियों पर विचार करें तो एक गैस प्रणाली में गैस की कान्डक्टिवटी एक बार फिर तरल पदार्थों की तुलना में बहुत कम होती है ऐसा इसलिए है क्योंकि कण और भी अनियमित ढंग से पैक होते हैं और आमतौर पर यह तापमान दबाव और रासायनिक प्रजातियों पर ही निर्भर करता है तो गैस की कान्डक्टिवटी आम तौर पर मौजूद प्रति इकाई आयतन में कणों की संख्या माध्य आणविक गति c बार और माध्य मुक्त पाथ लैम्ब्डा के समानुपाती होती है और इसलिए गैस की कान्डक्टिवटी आमतौर पर इन तीनों का एक कार्य है और विभिन्न गैसों का एक अलग माध्य मुक्त पाथ और विभिन्न आणविक गति होगी तो परिणामस्वरूप विभिन्न गैसों में अलग अलग कान्डक्टिवटी होगी तो हमने कहा कि कन्डक्शन के माध्यम से होता है घटते तापमान की दिशा में ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया को आमतौर पर थर्मल प्रसार प्रक्रिया कहा जाता है तो थर्मल प्रसार वास्तव में एक मात्रा द्वारा विशेषता है जिसे थर्मल प्रसार कहा जाता है और थर्मल प्रसार आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्रतीक अल्फा है जो krhoCp द्वारा दिया जाता है जहाँ k द्रव्य की थर्मल कान्डक्टिवटी है rho द्रव्य का क्यूबॉइड है और Cp द्रव्य की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता है तो थर्मल कान्डक्टिवटी की इकाइयाँ क्या होंगी थर्मल कान्डक्टिवटी इकाइयाँ हैं थर्मल कान्डक्टिवटी की इकाइयाँ वाट प्रति मीटर केल्विन है क्यूबॉइड की इकाइयाँ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है और विशिष्ट ऊष्मा क्षमता की इकाइयाँ जूल प्रति किलोग्राम केल्विन है जो जूल प्रति सेकंड मीटर केल्विन के बराबर है जिसे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब जूल प्रति किलोग्राम केल्विन से विभाजित किया जाता है तो यदि आप समान पदों को रद्द करते हैं तो थर्मल विसरण की इकाई मीटर वर्ग प्रति सेकंड है तो थर्मल प्रसार क्या है थर्मल प्रसार अल्फा अनिवार्य रूप से ऊष्मा को स्टोर करने की क्षमता के सापेक्ष थर्मल ऊर्जा का कन्डक्शन करने के लिए द्रव्य की क्षमता को दर्शाता है या अधिकृत करता है तो इन परिभाषाओं के साथ हम अगले व्याख्यान से क्या शुरू करेंगे यह देखना कि जिस प्रणाली पर विचार किया जा रहा है उसमें तापमान वितरण का अनुमान लगाने या खोजने के लिए ऊष्मा संतुलन कैसे लिखा जाए